आइए अब सिंगल फेज़ ग्रिड संयोजन पर चर्चा करते हैं PV मॉड्यूल सिंगल फेज़ ग्रिड के लिए इंटरफ़ेस किया जा रहा है आइए सबसे पहले हम PV मॉड्यूल के टॉपोलॉजी जो कि सिंगल फेज़ ग्रिड से जुड़ी हैं उसे बनाते हैं PV मॉड्यूल टर्मिनल्स जो बफ़र किया जा रहा है एक सिंगल फेज़ इन्वर्टर से जुड़ा है जिसमें एक ब्रिज होता है जिसमें चार स्विच हैं फुल ब्रिज जिसमें चार स्विच होते हैं और इस ब्रिज आर्म्स के केंद्र को हम सिंगल फेज़ ट्रांसफॉर्मर से जोड़ेंगे और ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष एक इंडक्टर से जुड़ा हुआ है और इंडक्टर के माध्यम से सिंगल फेज़ ग्रिड के लिए ग्रिड की लाइन न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है तो यह सिंगल फेज़ ग्रिड की मूल टोपोलॉजी है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है यह PV है और यह इनवर्टर है आइए इन भागों को नाम दें अब यहां गेट ड्राइव तीन फेज़ की परिस्थिति के विपरीत हमें केवल चार स्विच ड्राइव करने की आवश्यकता है तो हमारे पास चार गेट ड्राइव हैं और गेट ड्राइव के लिए सिग्नल्स एक PWM मॉड्यूल से आ रहे हैं PWM मॉड्यूल PWM के प्रकार के आधार पर दो सिग्नल्स देगा जो इन चार स्विचिज को चलाने के लिए उपयोग किया जाएगा आइए अब हम उस करंट को सेंस करें जो ग्रिड में इंडक्टर से प्रवाहित हो रहा है जो हम ग्रिड में पंप कर रहे हैं हम इसे ig के रूप में कहेंगे और हम फेज़ वोल्टेज को भी मापेंगे लाइन और न्यूट्रल पर और मैं ग्रिड वोल्टेज को vg कहूंगा ग्रिड वोल्टेज vg vmsinωt है बेशक इसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स शामिल हैं लेकिन हम कहेंगें कि vg vm sinωt है और ig हम imsinωt चाहते हैं अर्थात् हम यूनिटी पावर फैक्टर पर ग्रिड में करंट इंजेक्ट करना चाहते हैं तो जिस क्षण आप कहते हैं कि यह vm sinωt है यह im sinωt है यह वास्तव में iβ है यह vβ है वहाँ कोई vα या iα नहीं है इसलिए हमें इसे उत्पन्न करना होगा हमें α घटक बनाना होगा ताकि यह αβ निर्देशांक अक्ष में फिट हो जाए मुझे एक फेज़ शिफ्टर खंड पर विचार करने दें तो हम कहते हैं कि यह फेज़ शिफ्टर खंड इनपुट सिग्नल लेने और फेज़ को 90° तक स्थानांतरित करने का काम करता है हम देखेंगे कि हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह इस फेज़ शिफ्टर खंड का उद्देश्य है तो फेज़ शिफ्टर खंड के इनपुट पर मैं ig दे दूंगा ig जिसे iβ के रूप में माना जाता है क्योंकि यह एक sinωt है और फेज़ शिफ्टर खंड का आउटपुट आपको iα देगा इसके बाद imsinωt को फेज़ शिफ्टर खंड से गुजारा जाएगा यह 90° से स्थानांतरित हो जाएगा अब मेरे पास iα है और मेरे पास है iβ भी मैं इसे एक परिवर्तन से पास कर सकता हूं यह αβ से dq है जो मुझे id और iq देगा तो अब मेरे पास यह id और iq है जो DC राशि में हैं जो इस αβ से dq परिवर्तन के कारण हैं एक ρ इनपुट है जिसे दिया जाना है इसलिए हम उस ρ इनपुट को प्रदान करेंगे अब ρ क्या है ρ αβ निर्देशांक अक्ष और dq निर्देशांक अक्ष के बीच का कोण है हम कैसे इस ρ को उत्पन्न करेंगे इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा अब जबकि मेरे पास id और iq करंट की DC राशि है मेरे पास अब इस तरह का एक नियंत्रण तंत्र होगा तो ठीक तीन फेज़ की तरह मेरे पास id id है और त्रुटि एक PI नियंत्रक के माध्यम से पास की गई है इसी तरह मेरे पास एक और नियंत्रण तंत्र होगा iq के लिए iq को वापस दिया जाएगा और मेरे पास एक PI नियंत्रक होगा इसलिए हम देखेंगे कि हमें id और iq के लिए क्या सेट करना है id मूल रूप से यह रूपांतरित करंट है जो यहाँ दिया गया है iq यह रूपांतरित करंट है जो यहाँ दिया गया है अंततः किसी इनपुट माप से आ रहा है अब यह PI ये दो PI आउटपुट एक परिवर्तन के माध्यम से पास किए जाएंगे यह PI नियंत्रक आउटपुट वोल्टेज का निरूपण करेगा जो कि इन्वर्टर को नियंत्रित करने के लिए PWM को दिया जाना चाहिए तो यह dq से αβ परिवर्तन होगा इसे ρ की जानकारी भी आवश्यकता है ρ जो dq अक्ष और αβ अक्ष के बीच का कोण है इसका आउटपुट vα या रेफरेन्स vβ होगा और ये दोनों PWM उत्पादन के लिए एक रेफरेन्स के रूप में काम करेंगे इसका मतलब है यह एक त्रिकोण के साथ तुलना करने के लिए सिग्नल के रूप में दिया जाएगा और यह गेट ड्राइव पर देने के लिए पल्सेस को उत्पन्न करेगा अब हमें vα और vβ दोनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है देखें कि vg यहाँ vm sinωt है जो vβ है अब ig भी iβ है vg vβ है ये हमारे पास एक β अक्ष के घटक हैं हमने α अक्ष घटकों को इस फेज़ शिफ्ट से उत्पन्न किया और फिर id और iq प्राप्त किए गए इसलिए हमें केवल β अक्ष घटक का उपयोग करने की आवश्यकता है α अक्ष घटक केवल हमें परिवर्तन प्रदान करने के लिए बनाए गए थे ताकि हम dq डोमेन यानी DC डोमेन में जा सकें ताकि आप सेट पॉइंट नियंत्रण कर सकें इसलिए हम इनमें से केवल एक का उपयोग करेंगे जो अभी के लिए यहाँ vβ है क्योंकि हम इसे vmsinωt नहीं vmcosωt के रूप में ले रहे हैं इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे अब यह PWM में जाएगा यह PWM सिग्नल्स गेट ड्राइव उत्पन्न करेगा और फिर यह करंट को ग्रिड में पंप करेगा अब यह करंट ig जिसे ग्रिड में पंप किया जा रहा है वह है जिसे वास्तव में नियंत्रित किया जा रहा है क्योंकि ये करंट नियंत्रक हैं और हम करंट को नियंत्रित कर रहे हैं हमें इन रेफरेन्सेस को निर्धारित करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम इन रेफरेन्सेस को निर्धारित करें आइए देखें कि हम इस पंक्ति इन दो पंक्तियों को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं मुझे एक और फेज़ शिफ्टर का उपयोग करने दें इसके लिए इनपुट vg है जो vβ है और मैं αβ से dq ट्रांसफॉरमेटर का उपयोग करूंगा फेज़ शिफ्ट आउटपुट मुझे vα देने जा रहा है क्योंकि इसे 90° से स्थानांतरित कर दिया है जो vm cosωt है यह vm sinωt था और मैं यहाँ vg का उपयोग कर सकता हूँ इसलिए यह मुझे vβ और vα देगा और मैं इसे αβ से dq से गुज़ारूँगा जो मुझे vd और vq देगा और इसमें एक पंक्ति इनपुट होगा तो मुझे यह पंक्ति इनपुट कैसे मिलेगी मैं एक नियंत्रण प्रणाली यहां स्थापित करूंगा मेरे पास एक रेफरेन्स होगा और फीडबैक पॉइंट vq परिवर्तित vq है उसका आउटपुट वह त्रुटि एक PI खंड को दी गई है PI खंड का आउटपुट αβ से dq परिवर्तन को ρ के रूप में दिया गया है जैसे हम तीन फेज़ प्रणाली में किया था अब यह vq जो यहां है मैं इसे 0 पर सेट कर रहा हूं फिर अंततः यह नियंत्रण तंत्र इस तरह से संचालित होगा कि यह PI नियंत्रक उच्च लाभ नियंत्रक होने के कारण इस त्रुटि को 0 कर देगा जिसका अर्थ है कि vq 0 हो जाएगा vq के अनुरूप हो जाएगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि ρ एक ऐसा कोण है जो dq अक्ष को vd के साथ संरेखित करता है जो वोल्टेज स्पेस वेक्टर है इसलिए एक बार जब इसे vg के साथ संरेखित कर दिया जाता है तो मैं करंट सेट पॉइंट्स या करंट रेफरेन्सेस के लिए निर्देश सेट कर सकता हूं इसलिए मैं करंट के किसी भी समकोणिक घटक को नहीं चाहूंगा मैं केवल सक्रिय करंट जिसका मतलब है कि फेज़ करंट को इंजेक्ट करना चाहूंगा इसलिए iq को 0 पर सेट करना है कोई भी समकोणिक घटक नहीं होना चाहिए फिर करंट स्पेस फ़ेज़र वोल्टेज स्पेस वेक्टर के अनुरूप हो जाएगा जो घूर्णन dq अक्ष निर्देशांक प्रणाली के dq अक्ष के अनुरूप होगा ठीक तीन फ़ेज़ प्रणाली की तरह इसलिए हम iq को 0 पर सेट करेंगे और id का यहां जो भी मान निर्धारित किया जा रहा है वह उस करंट का एंप्लीट्यूड होगा जो वास्तव में यहां पंप किया जाएगा जो कि ग्रिड में पंप की जा रही पावर के सीधे आनुपातिक है क्योंकि वोल्टेज ग्रिड द्वारा तय किया गया है इसलिए id सेट पॉइंट के पास वास्तव में MPPT नियंत्रण एल्गोरिदम का आउटपुट होना चाहिए इसलिए मैं इस MPPT खंड को स्थापित करूंगा अब यह vt PV का टर्मिनल वोल्टेज है मैं PV के माध्यम से बहने वाले करंट it को भी मापूँगा हमारे पास MPPT खंड होगा इनपुट vt और it हैं पावर की गणना की जाएगी और एक MPPT एल्गोरिदम का उपयोग आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है जो कि impp अधिकतम पावर पॉइंट पर करंट के आनुपातिक होगा और इसे सेट पॉइंट id के रूप में दिया जाएगा इसलिए MPPT का आउटपुट id निर्धारित करेगा और id उस से मेल खाने की कोशिश करेगा जिसका अर्थ है कि जो करंट यहां बह रहा है PV पैनल के अधिकतम पावर पॉइंट के अनुरूप होगाजिसके चलते MPPT एकीकृत MPPT नियंत्रण और ग्रिड संयोजन प्राप्त करते हैं तो यह सिंगल फेज़ ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर के लिए संपूर्ण खंड आरेख होगा अब इन दो फेज़ शिफ्ट खंड के बारे में क्या कहें आप फेज़ शिफ्ट कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा आइए अब देखते हैं कि हम 90° फेज़ शिफ्ट कैसे प्राप्त करते हैं तो इस ग्राफ पर विचार करें जहां x अक्ष ω आवृत्ति है समय नहीं अब इस ग्राफ में y अक्ष के रूप में परिमाण है और इस ग्राफ में y अक्ष के रूप में फेज़ है अब फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर पर विचार करें अब फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर में एक परिमाण बनाम ω का प्लॉट कुछ इस तरह से होगा यह ढलान 20 dB दशक है और 3 dB पॉइंट को परिमाण कर्व के समतल हिस्से के नीचे पता करें यह 3 dB पर परिमाण के नीचे है जो कि DC है तो यह 3dB नीचे का पॉइंट है अब इस पॉइंट पर समतल हिस्से के संबंध में लाभ 0707 है अब आवृत्ति लें इस वर्टिकल लाइन को लें जो आवृत्ति को काटे और फेज़ कर्व को देखें उस 3 dB पॉइंट पर फेज़ 45° होगा तो यह 0° 45° है अंततः यह फेज़ कर्व 90° तक पहुंच जाएगा तो हमारे लिए ग्रिड आवृत्ति बहुत स्थिर है यह 495 से 505 हर्ट्ज के बीच बदल रही है जो कि बहुत कम अंतर है यह कम या ज्यादा 50 हर्ट्ज है तो यह रेखा आवृत्ति पर होनी चाहिए जो कि 50 हर्ट्ज है तब हम कह सकते हैं अब इस पॉइंट पर ω DC या इस परिमाण कर्व के समतल भाग के संबंध में लाभ 0707 है अब हम कह सकते हैं कि यदि मेरे पास यह फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर है और 50Hz पर इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसे 0707 का लाभ या 45° का कोण मिल रहा है तो मैं दो फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर का उपयोग करूंगा जिनमें से प्रत्येक 45° का कोण प्रदान करेगा यदि मैं यदि मैं उसे उस तरीके से बना रहा हूं कि 3 dB पॉइंट 50 हर्ट्ज पर हो तो यह फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर 0707 का लाभ और 45° का शिफ्ट देगा दूसरा फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर फिर से 0707 45° शिफ्ट देगा कुल मिलाकर मेरे पास 05 0707 गुणा 0707 जो कि 05 का लाभ होगा और 90° का शिफ्ट होगा अब इसे एक लाभ खंड लाभ 2 के माध्यम से पास करें और मुझे 1का लाभ मिलेगा उसी तरह जैसे इनपुट पर है 90° शिफ्ट के साथ इसलिए अगर मेरे पास xm sinωt वेवफॉर्म इनपुट पर है वह यहां होकर गुजरेगा और यहां आउटपुट पर आपको xmcosωt मिलेगा तो यह है कि आप कैसे एक 90° फेज़ शिफ्ट उत्पन्न करेंगे जो मैंने यहां इंगित किया था यह और यह तो इसके साथ इस पूरे सिंगल फेज़ ग्रिड से जुड़े इन्वर्टर टोपोलॉजी को कार्यान्वित किया जा सकता है